अब हम कुछ उदाहरण करके तापमान गुणांक को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे लेकिन उससे पहले वेरिएबल को कुछ नाम देते हैं अब हम ISC के तापमान गुणांक को αi VOC के तापमान गुणांक को αv और पीक पावर के तापमान गुणांक को को αp कहेंगे इस विशेष उदाहरण के लिए आप देखें कि करंट का तापमान गुणांक 0045 प्रति डिग्री केल्विन है और VOC का तापमान गुणांक 034 प्रति डिग्री केल्विन है और पावर के लिए αp का मान 047 प्रति डिग्री केल्विन है तो इन संख्याओं का क्या अर्थ है और ये किस प्रकार वोल्टेज करंट तथा पावर को प्रभावित करती है अब यही हम आगे देखना चाहेंगे यहां मैंने जो I V विशेषताएं प्रदर्शित की है इस पर ध्यान दीजिए मान लीजिए की I V विशेषताएं जो लाल रंग में प्रदर्शित की गई है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 298 डिग्री केल्विन तापमान पर है तो यह मानक तापमान है और जो हरे रंग में है यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है अब हम डेटाशीट से मानक तापमान पर ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट और इनसोलेशन के मान जान सकते हैं और यह मान डेटाशीट में 3672 वोल्ट और ISC 899 एंपियर दिया गया है यह सभी डेटाशीट से है अब हमें यह ज्ञात करना है कि 40 डिग्री कर्व पर VOC क्या है और 40 डिग्री कर्व पर ISC भी क्या है डाटा शीट में इस विशेष सेल के लिए कर्व के लिए मानक तापमान पर पीक पावर और इनसोलेशन 240 वाट दिया गया है हमें यह आकलन करना है कि इस कर्व के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पीक पावर का मान क्या होगा मुझे यहां प्रश्नवाचक चिह्न को अर्थ पूर्ण वेरिएबल से बदलने दीजिए तो हमें जो आकलन करना है वह यहां है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शॉर्ट सर्किट करंट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीक पावर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर VOC 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शॉर्ट सर्किट करंट ISC का मान मानक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शॉर्ट सर्किट करंट का मान प्लस Δi होगा इसी प्रकार 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर VOC 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान पर VOC प्लस Δv तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पावर मैक्स पावर अथवा पीक पावर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक तापमान पर पीक पावर प्लस Δp होगा हमें डाटा शीट और तापमान गुणांक पैरामीटर की सहायता से Δi Δv व Δp के मान ज्ञात करने की आवश्यकता है ISC का तापमान गुणांकαi ISC में परिवर्तन डिवाइड बाय मानक तापमान पर ISC100 होता है तो इसका अर्थ यह है कि यह पूरी रचना तापमान में प्रति डिग्री परिवर्तन से प्रतिशत रूप में बदल जाएगी तो यह डाटा शीट के अनुसार ऐसे परिभाषित है और शॉर्ट सर्किट करंट के लिए यह मान हम देखते हैं दिया गया है 0045 प्रति डिग्री केल्विन पुनः व्यवस्थित करने पर ISCमें परिवर्तन जो कि हम Δi से निरूपित करते हैं दीया गया है αiISC का तापमान गुणांक मानक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ISC ΔT तापमान में परिवर्तन डिवाइड बाय 100 एंपियर इस प्रकार यह ISC में परिवर्तन होगा अब यह मान ISC के इक्वेशन में रखने पर हमें ISC 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ISC प्लस Δi ISC at 250C Δi के बराबर है Δi को हम इस प्रकार प्रति स्थापित कर सकते हैं αi जोकि ISC का तापमान गुणांक है और डाटा शीट में दिया गया है ISC का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान ΔT तापमान में अंतर डिवाइड बाय 100 अब यदि ISC का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान हम कॉमन उभयनिष्ठ होने से बाहर निकाल ले तो आपको यह विशेष टर्म 1αi ΔT100 प्राप्त होगी डाटा शीट से सभी पैरामीटर के दिए गए मानो को यहां रखकर पर हम शॉर्ट सर्किट करंट ISC का मान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त कर सकते हैं डाटा शीट में दिए गए मान के अनुसार 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ISC 899 एंपियर αi का मान 0045 प्रति डिग्री केल्विन तापमान है मानक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और बढ़ा हुआ तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड है यह डिवाइड बाय 100 और यह आपको 89968 मान देता है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करंट के मान से 00068 एंपियर अधिक है इसी क्रम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपन सर्किट वोल्टेज दिया जा जाता है मानक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस वोल्टेज में परिवर्तन Δv अब यह वोल्टेज में परिवर्तन Δv डाटा शीट के मानो की सहायता से VOC के तापमान गुणांक का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर VOC तापमान में परिवर्तन बाय 100 होगा मानक तापमान पर VOC का उभयनिष्ठ मान बाहर लेने पर मानक तापमान पर VOC1αv x ΔT100 प्राप्त होता है इस प्रकार यदि हम डेटाशीट से मान रख दें मानक तापमान पर VOC 3672 वोल्ट VOC के लिए αv 034 दिया गया है यह इसलिए क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ VOC कम होता है तापमान में वृद्धि 40 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 100 है इस प्रकार यहां यह मान 0051 आता है जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज को 34847 वोल्ट पर कम कर देता है इस प्रकार तापमान बढ़ने के साथ ओपन सर्किट वोल्टेज का मान कम होता है इसी तरह पिक पावर वैल्यू के लिए भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर Pm का मान होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Pm ΔP का मान ΔP का मान किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है पावर का तापमान गुणांक αp 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Pm ΔT बाय 100 सरल करने पर हमारे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Pm 1αpΔT100 अब यदि आप डाटा शीट से मान रखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Pm 240 वाट पिक 1 αpजोकि डाटा शीट से दिया गया है 047 x डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि बाय 100 इस प्रकार यह भाग ऋणात्मक हो गया है यह 00705 है जो कि पीक पावर के मान को 223 वाट पिक पर कम कर देगा इस प्रकार यहां फिर से आपने देखा की तापमान बढ़ने के साथ पिक पावर का मान कम होता है